मानव संसाधन प्रबंधन में आठवें सत्र में आपका स्वागत है आज हम कैरियर योजना के बारे में बात करेंगे हमने विभिन्न मानव संसाधन प्रथाओं के बारे में बात की है और हमने इस बारे में बात की है कि मानव संसाधन क्या है हमने भर्ती भर्ती नियोजन के बारे में बात की है तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कैरियर योजना और प्रबंधन और इसके विभिन्न पहलुओं पर सत्र में आज और कल या अगले सत्र में जब भी इसे प्रसारित किया जाता है पर चर्चा की जाएगी मैं आपकी मदद करूँगा अपने करियर की योजना बनाऊंगा और मैं आपको इस बारे में भी सूचित करूँगा कि संगठन अपने कर्मचारियों की मदद करने अपने करियर की योजना बनाने और संगठन के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए क्या करते हैं इसलिए हमें इसमें प्रवेश करना चाहिए हमेशा की तरह ये कुछ संसाधन हैं कुछ परिभाषाएँ कैरियर यह कुछ ऐसा है जो हर किसी के दिल के बहुत करीब है कैरियर क्या है कैरियर एक पदों का क्रम है जीवनकाल के दौरान एक स्थिति के कब्जे है यह है आप क्या करते हैं और आप क्या हैं आप कैसे करते हैं आपके काम के जीवन के चरम पर आप आखिरकार क्या बन जाते हैं कैरियर में एक श्रृंखला होती है जहां एक व्यक्ति के कार्य जीवन में उसके संदर्भ में यह एक ऐसी भावना के साथ होता है जहां व्यक्ति कथित प्रतिभाओं और क्षमताओं के संदर्भ में किसी के जीवन में काम कर रहा होता है इस दौरान आप क्या सीखते हैं क्या आप प्रदर्शित करने में सक्षम हैं क्या आप व्यक्त करने में सक्षम हैं आप क्या हासिल करने में सक्षम हैं मूल भाव मूल मूल्य मुख्य सिद्धांत जो किसी के द्वारा जीते हैं किसी को सही और गलत के रूप में माना जाता है और किसी के काम के साथ व्यवहार करने के सबसे उपयुक्त तरीके माना जाता है फिर हमारे पास कैरियर के उद्देश्य और आवश्यकताएं हैं जो वास्तव में लक्ष्य की ओर है तो वह है कैरियर के उद्देश्य और आवश्यकताएं और जो वास्तव में एक से चाहता है एक जीवित के लिए वह क्या करता है आप जानते हैं हम जीवनयापन के लिए क्या करते हैं बिलों का भुगतान क्या करता है लेकिन हम इसे सिर्फ मशीन की तरह नहीं करते हैं हम भी इसमें रुचि रखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम भी इसे महसूस करना चाहते हैं और हम कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ पैसा जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो यह सब एक साथ रखा हमारे करियर का गठन करता है हम जो कुछ भी सीखते हैं पैसे के अलावा हम जो कुछ भी करते हैं उससे बाहर निकलने में सक्षम हैं और जिसे हम उचित मानते हैं और जो उचित नहीं है फिर हम कैरियर प्रबंधन में आते हैं कैरियर प्रबंधन एक प्रक्रिया है कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए उनके कौशल और हितों को बेहतर ढंग से समझने और विकसित करने के लिए और कंपनी के भीतर सबसे प्रभावी रूप से इन कौशल का उपयोग करने के लिए और इसके बाद वे फर्म छोड़ देते हैं तो कैसे हम उस दौरान बहुत सी चीजें सीखते हैं हम बहुत कुछ सीखते हैं हम बहुत सी चीजों का अभ्यास करते हैं जो कि हमने पहले की योजना नहीं बनाई होगी तो कैरियर प्रबंधन जो कुछ भी हम सीखते हैं संयोगवश और जानबूझकर और यह सब ले रहे हैं और इससे बाहर एक संयुक्त संपूर्ण बना रहे हैं और फिर जो कुछ भी हम ले रहे हैं उसके परिणामस्वरूप हम जो सीखते हैं जो हम अभ्यास करते हैं हम क्या करते हैं और अपने काम के लिए इसका उपयोग करते हैं या तो एक ही संगठन के भीतर या संगठन के बाहर इसलिए एक अलग संगठन में कैरियर विकास गतिविधियों की आजीवन श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति के कैरियर की खोज स्थापना सफलता और पूर्ति में योगदान देता है प्रबंधन आयोजन कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है वह समझ में आ रहा है विकास जो कुछ भी है उस को जोड़ रहा है हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे अवसरों को पार करते हैं और जब हम कैरियर के विकास के बारे में बात करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं जहां हम इसे ले जा सकते हैं इसलिए हमारे पास जो पहले से है उसे तार्किक व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से जोड़ना और फिर हम कैरियर योजना पर आते हैं कैरियर योजना एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कौशल रुचियों ज्ञान प्रेरणाओं और अन्य विशेषताओं के बारे में जागरूक हो जाता है और करियर के लक्ष्यों अवसरों और विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और पहचान करता है और कार्य योजनाओं की स्थापना करता है विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसलिए करियर विकास जो कुछ भी आपके पास है उस को जोड़ना है और कैरियर की योजना है एक प्रकाश में एक दिशा तय कर रहा है जो एक है और क्या मिल सकता है और यह सब हमारे करियर का गठन है मुझे आशा है मैंने आपको पर्याप्त रुचि दी है में आज जो भी बात करने जा रहा हूँ मुझे सुनने के लिए अगले 50 55 मिनट के लिए करियर प्रबंधन के लिए कुछ चुनौतियाँ करियर प्रबंधन के चेहरों पर कोई भी चर्चा कि क्या कर्मचारियों को अपने करियर के विकास के लिए जिम्मेदार होना चाहिए या संगठन को जिसका वे एक हिस्सा हैं उन्हे आपके कैरियर के विकास के लिए जिम्मेदार होना चाहिए अन्य चुनौतियाँ कॉर्पोरेट कैरियर प्रबंधन के लिए नया दृष्टिकोण है रहने के लिए एक सनकधुन या यहाँ रहने की संभावना है इसलिए संगठन अपने कर्मचारियों के कैरियर नियोजन और प्रबंधन में निवेश कर रहे हैं तो क्या यह वास्तव में कुछ नया है या ऐसा कुछ है जो केवल एक गुजरता हुआ चरण है या संगठन ऐसा करना जारी रखेंगे कैरियर स्व प्रबंधन कार्य करने के लिए किस प्रकार के समर्थन तंत्र आवश्यक हैं इसलिए यदि कर्मचारी अपने स्वयं के करियर के लिए जिम्मेदार होने जा रहे हैं तो उनके समर्थन में कुछ बनाने के लिए उन्हें प्रदान करने के लिए संगठन को किस प्रकार की सहायता प्रणालियों की आवश्यकता होगी हम सब नौकरी से जुड़ते हैं हम सब नौकरी करते हैं हम सभी करियर संवारते हैं निश्चित रूप से पैसा कमाने का एक मुख्य उद्देश्य जो हमारे बिलों का भुगतान कर सकता है दूसरी वजह हम क्यों नौकरी करते हैं अन्य ज़रूरतों को पूरा करना है जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी और यह कुछ ऐसा है जिसके साथ हम नियमित रूप से संघर्ष करते हैं हम कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं या हम हर समय इसके साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है संगठन को क्या करने की जरूरत है अपने कर्मचारियों को प्रेरित रखने के लिए कैरियर प्लानिंग को चुनौतियाँ कार्य जीवन की गुणवत्ता और निजी जीवन की योजना के लिए बढ़ती चिंताएँ लोग अपने व्यक्तिगत जीवन की योजना बनाना चाहते हैं और उनका कार्य जीवन है और एक रेखा कहाँ खींचती है और कैसे काम करता है एक संतुलन काम और कैरियर एक और चुनौती है एक संगठन के सभी स्तरों के माध्यम से विविधता का विस्तार करने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का दबाव एक और चुनौती है जिसका हम सामना करते हैं शैक्षिक स्तर और व्यावसायिक आकांक्षाओं को बढ़ाना धीमी आर्थिक वृद्धि और उन्नति के अवसरों को कम करना इसलिए हमारे करियर की योजना बनाने के लिए विभिन्न चुनौतियाँ हैं एक संगठन में कुछ संकेत जो इंगित करते हैं एक संगठन के भीतर कैरियर प्रबंधन प्रणाली के विकास या स्थापना की आवश्यकता नंबर एक है क्या कर्मचारी को अधिक रुचि है पर्याप्त प्रदर्शन बनाए रखने की तुलना में उन्नति के अवसरों को संभालना तो क्या कर्मचारी संगठन के लक्ष्यों में योगदान देने की तुलना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर अधिक केंद्रित है या क्या कर्मचारी वास्तव में संगठन के लक्ष्यों में योगदान करने की कोशिश कर रहा है जो किसी भी कर्मचारी के लिए पहली प्राथमिकता है दूसरा संकेत इसलिए जब हम ऐसा होते हुए देखते हैं जब हम कर्मचारियों को देखते हैं अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं जब हम कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों में योगदान देने की तुलना में अपने स्वयं के व्यक्तिगत लक्ष्यों पर अधिक काम करते हुए देखते हैं फिर हमें पता चलता है कि हो सकता है संगठन की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर्मचारी को क्या आवश्यकता हो सकती है और उन्हें दो इसलिए वे खुद को फिर से केंद्रित कर सकते हैं खुद को फिर से उन्मुख कर सकते हैं संगठन के लिए उन्हें करना चाहते हैं यहां दूसरा संकेत यह है कि क्या कर्मचारी वास्तविकता की तुलना में छापोंप्रभाव के प्रबंधन पर अधिक ध्यान देता है जो वह दूसरों पर करता है अब यह एक बहुत गहरा बयान है इसका मतलब यह है कि काम करने के बजाय वे करने वाले हैं क्या वे इतने व्यस्त नेटवर्किंग हैं कि वे अपनी पूरी क्षमता तक प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं यदि यह मामला है तो कुछ गंभीर रूप से गलत है संगठन उन्हें क्या दे रहा है क्योंकि एक बड़ा कारण हम लोगों के साथ नेटवर्क क्यों चाहते हैं ताकि हम प्राप्त कर सकें जो हमारे पास नहीं है अन्यथा नहीं इसलिए इंप्रेशन मैनेजमेंट अवसरों तक पहुंच हो सकती है वरिष्ठों तक पहुंच हो सकती है इसलिए इन सभी चीजों को संयुक्त रूप से इंप्रेशन और जनसंपर्क के प्रबंधन की आवश्यकता के रूप में इंगित किया जाता है जैसा कि काम करने के लिए विरोध किया जाता है जो हमारे डेस्क पर है और यदि कर्मचारियों को नेटवर्क बनाने और कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हुए देखा जाता है और उच्च से अधिक संपर्क करते हैं तो काम में लगाने की तुलना में उन्हें माना जाता है फिर संगठन को उनकी जरूरत के लिए आत्म उन्नति के लिए सतर्क रहना चाहिए जो वर्तमान नीतियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है संगठन द्वारा ही निर्धारित किया गया है जिस स्थिति में यह संगठन की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वह वर्तमान नीतियों और प्रक्रियाओं का ध्यान रखे और कर्मचारियों की मदद करे प्रेरित रहे और ट्रैक पर रहे क्या कर्मचारी नेटवर्किंग चापलूसी पर जोर देता है और नौकरी के प्रदर्शन पर सामाजिक कार्यों में देखा जा रहा है इसलिए जो अधिक महत्वपूर्ण है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है क्या यह कनेक्शन स्थापित करने के लिए है या यह काम सौंपा गया है उसे करें और अगर यह है अगर कुछ भी काम पर एक उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है तो वह कर्मचारी की मेज पर है फिर निश्चित रूप से संगठन को जगह में एक कैरियर प्रबंधन कैरियर प्रगति योजना शुरू करना होगा कैरियर की सफलता करियर की सफलता के कुछ निर्धारक फिर क्या यह व्यावसायिक सफलता है क्या यह प्रगति है संगठन के भीतर या उस अवसर के भीतर या उस व्यवस्था के भीतर क्या यह नौकरी की संतुष्टि है कर्मचारी सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं क्या वे इसे नौकरी की संतुष्टि के संदर्भ में परिभाषित करते हैं क्या वे आराम से महसूस कर रहे हैं जो कुछ भी उन्हें काम जिस प्रकार सौंपा गया है उसी के साथ वे करते हैं उत्तेजना के साथ उनका काम प्रदान करता है चुनौतियों के साथ काम प्रदान करता है या यह एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक बढ़ रहा है या यह अपने कौशल विकास और कौशल के विकास पर या इससे आगे बढ़ रहा है या यह जीवन के विभिन्न चरणों के माध्यम से सफल आंदोलन है कुछ लोग कहते हैं कि जब तक मैं एक घर खरीद लेता हूं एक कार खरीद लेता हूं इस पर इस उम्र तक और एक घर है इस उम्र तक और एक परिवार है इस उम्र तक और और इस उम्र तक बैंक राशि का बहुत शेष है और मैं इस उम्र तक सेवानिवृत्त होने में सक्षम हूं मैंने एक सफल जीवन व्यतीत किया है और जब तक मैं प्रगति कर पा रहा हूं एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक मैंने एक सफल जीवन व्यतीत किया है हमारे यहां सहकर्मी हैं जो बहुत स्पष्ट हैं और बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं जब वे नौकरी के एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि यह सराहनीय है इस फोकस के कारण उनका प्रदर्शन त्रुटिहीन है तो वे जानते हैं कितना समय लगेगा और वे एक बफर का निर्माण करते हैं और फिर वे एकल दिमाग वाले बहुत ही ध्यान केंद्रित तरीके से कहते हैं प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एसोसिएट के लिए एक सहायक प्रोफेसर की स्थिति पूर्ण प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर उन्हें पता है कब आवेदन करना है और वे अतिरिक्त मेहनत करते हैं और वे किसी भी समय बर्बाद नहीं करते हैं किसी भी गतिविधियों पर जो इस प्रगति में सीधे योगदान नहीं कर रहे हैं जो वास्तव में सराहनीय है उस तरह के लोग हैं जैसे संगठन में वे विभिन्न संगठनों में हैं और वे अपने कैरियर की प्रगति को परिभाषित करते हैं के संदर्भ में या के संदर्भ में सफलता अपने पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन के एक चरण से अगले रूप में सफलता के रूप में अभी तक अन्य लोग हैं जो निर्माण के बारे मे सोचते हैं उनके कौशल को जोड़ना उनके प्रशिक्षण में जोड़ना कुछ नया सीखना रचनात्मक होना सफलता की निशानी है अभी भी कुछ अन्य हैं जो कहते हैं मेरे पास दोस्तों की संख्या या प्यार जो मुझे अपने परिवार से मिलता है सफलता की एक बड़ी निशानी है प्रगति से एक स्थिति से अगली स्थिति इसलिए हर कोई सफलता को अलग तरह से परिभाषित करता है और एक एचआर मैनेजर के लिए संगठन की एक नब्ज प्राप्त करना और यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकांश कर्मचारी उस संगठन से क्या देख रहे हैं और फिर धीरे धीरे उस के अनुसार कैरियर प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करें जाहिर है हर किसी की ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ भी डिजाइन करने में ज्यादातर लोग जो चाहते हैं वह समझ में आता है कि संगठन उन्हें प्रेरित करने के लिए डिजाइन करने की कोशिश कर रहा है कैरियर प्रबंधन संगठन हैं जो व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं अब संगठनों के लिए जो व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं समाजीकरण महत्वपूर्ण है हमने पहले ही एक व्याख्यान में इस पर चर्चा की है मेंटरिंग और रिवर्स मेंटरिंग कुछ ऐसा है जो वे कर सकते हैं पुराने कर्मचारी नए कौशल नए आगंतुक से सीखते हैं इसे रिवर्स मेंटरिंग कहा जाता है या वे सिखाते हैं और कोच नए आगंतुक जो यह सलाह दे रहा है शुरुआती करियर पहली नौकरी का असर फिर से संगठन के लिए सतर्क हैं वे एक कर्मचारी के काम करने के तरीके परएक कर्मचारी के दिमाग पर पहले काम के प्रभाव के बारे में जानते हैं और इस नौकरी से कर्मचारी की अपेक्षाओं पर भी कि वे उठाते हैं इसलिए पदोन्नति से पहले का इतिहास इसमें योगदान देगा कार्यात्मक क्षेत्र की पृष्ठभूमि इसमें योगदान देगी विभिन्न नौकरियों की संख्या और स्थितियों की विविधता मे व्यक्ति ने काम किया है वर्तमान नौकरी से कर्मचारी की कार्य शैली और अपेक्षाओं में भी योगदान देगा और संगठन जो व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो कि अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों और संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं इनमें से प्रत्येक बिंदु से अवगत और सचेत होंगे स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति संगठन व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं लेकिन व्यक्तियों को भी अपने स्वयं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है तो इस मामले में कैरियर प्रबंधन की कुंजी मूल 21 वीं सदी के लिए जहां व्यक्ति स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं विभिन्न तरीकों से होता है पहला है आत्म मूल्यांकन जानना तुम कहां खड़े हो मैं कहां खड़ा हूं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ अगले स्तर तक जाने के लिए मुझे क्या चाहिए एक बहुत स्पष्ट बहुत ईमानदार किसी का स्वयं का मूल्यांकन किसी के कैरियर के प्रबंधन के लिए बिल्कुल आवश्यक है तो पहले जानना जहां एक खड़ा है आपको इसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है आपको इसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है आपको बस इसे जानना है और हर उस चीज से अवगत रहें जो आप हैं कि आपके पास वर्तमान में आपकी सीमाएं आपकी ताकत आपकी कमजोरियां आपके अवसर आपके खतरे हैं विशिष्ट स्वोट विश्लेषण इस स्तर पर बहुत मददगार होगा आधुनिक कार्य के माहौल में आत्मनिर्भरता का दूसरा पहलू है करियर प्लानिंग कोई एक जनता है जान रहा है तुम कहां खड़े हो दो योजना बना रहा है जानना आप कहाँ जा रहे हैं और आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं की एक सूची बनाना जो कुछ भी आप की जरूरत है क्रम में बी बिंदु A से बिंदु B से मिलता है आपको क्या चाहिए हम बात कर रहे थे कल मूल्यांकन की जरूरत है यही बात यहां लागू होगी आज मैं कहाँ हूँ मुझे आज क्या पता मुझे अपने कैरियर के चरम पर पहुंचने के लिए मुझे क्या जानने की जरूरत है तो इसे कैरियर प्लानिंग कहा जाता है अवसर ये दिन अनंत हैं जब मैं बड़ा हो रहा था जब मेरे आयु वर्ग के लोग बड़े हो रहे थे जब मेरे से वरिष्ठ लोग बड़े हो रहे थे हमारे पास पहुंच नहीं थी इतनी जानकारी और अवसर भी सीमित थे लेकिन इन दिनों जब तक एक प्रतिबद्ध है और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है जिसे चुना है मैं आपको केवल एक यादृच्छिक उदाहरण दूँगा अगर किसी को अध्ययन करना था तो शास्त्रीय संगीत का प्रभाव पौधों के विकास पर और पालतू जानवरों के जीवन चक्र पर मुझे यकीन है वे इसका करियर बना सकते हैं इसलिए एक संगीतकार एक प्राणीविज्ञानी या वनस्पति विज्ञानी के साथ या एक चिड़ियाघर के साथ जुड़ सकता है और चिड़ियाघर की स्थितियों को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकता है मुझे यकीन है इस तरह का शोध पहले से ही चल रहा है तो ऐसा कुछ आज के काम के माहौल में भी एक जगह मिल जाएगा जब तक एक व्यक्ति प्रतिबद्ध है यह जानना कि उपलब्ध अवसरों में से कौन सा उपयोग करने के लिए उपलब्ध अवसरों में से कौन सा लेना है जो आज के दिन और उम्र में किसी को प्राप्त करने में मदद करता है तो वह वहाँ है फिर पर्यवेक्षी प्रशिक्षण आदेशों का पालन कैसे करें यह जानना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि लोगों को कैसे निर्देशित किया जाए जो किसी की निगरानी करता है तो यह सीखने का एक और बहुत ही आवश्यक पहलू है आत्मनिर्भर होना मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूं मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ तुम्हें पता है मुझे अपने वरिष्ठों को कैसे जवाब देना चाहिए मुझे पता है नई परिस्थितियों के अनुकूल कैसे होना चाहिए लेकिन मुझे यह भी पता होना चाहिए कि लोगों की निगरानी कैसे की जाए जो मेरे अधीनस्थ हैं जो मुझसे कनिष्ठ हैं ऐसे लोग जिन्हें मेरी देखभाल और मेरी देखरेख सौंपी गई है इसलिए पर्यवेक्षी प्रशिक्षण आज के दिन और काल में आत्मनिर्भर होने का एक और बहुत ही आवश्यक पहलू है यहाँ अंतिम भाग उत्तराधिकारी नियोजन है हमें इसे स्वीकार करते हैं कोई नहीं है जो काम के लिए बंद हो जाएगा समय किसी का इंतजार नहीं करता काम किसी का इंतजार नहीं करता आप नौकरी छोड़ दें कोई और आकर उसे संभाल लेता है इसलिए हममें से कोई भी अपरिहार्य नहीं है और अगर हम अपरिहार्य हो जाते हैं तो हम संगठन के लिए बड़े पैमाने पर अंसतोष करते हैं कि हम इसका एक हिस्सा हैं तो अपरिहार्य होने के नाते अब ताकत नहीं है जिसका अर्थ है हमें अपनी जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए विवेकपूर्ण योजना बनानी होगी दूसरे व्यक्ति को जो हमारे पद पर रहने वाला है जब हम उस पद को छोड़ेंगे विभिन्न कारणों से हम सब बीमार पड़ जाते हैं हम सभी के परिवारों में बहुत सी समस्याएं हैं हम सभी के पास अवसर हैं जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं इसलिए हम छोड़ना चाहते हैं वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और जाओ और प्रशिक्षित करो कुछ नया सीखो काम से ब्रेक लो हम सभी छुट्टी पर जाते हैं हम लगातार नहीं कर सकते 247 कई हफ्तों महीनों शायद कुछ वर्षों के लिए हम अपनी नौकरी पर हो सकते हैं लेकिन कुछ बिंदु पर हमें बस कहना है ठीक है यह बात है मेरे पास काफी है मुझे यहां से चले जाने की जरूरत है वहां काम नहीं रुक सकता इसलिए उत्तराधिकारी की योजना अत्यंत आवश्यक है कैसे एक रोज़गार के क्षेत्र का चयन करता है और एक नियोक्ता अब मैं कर्मियों की योजना बना रहा हूं पहली बात हम यह सोचते हैं कि कोई व्यक्ति किस क्षेत्र का चयन करता है किस क्षेत्र में जाना चाहता है किस क्षेत्र का हिस्सा बनना चाहता है और कौन किसके लिए काम करना चाहता है इसलिए पहली बात यह है कि एक स्थूल लंबी दूरी के उद्देश्य है उस संदर्भ में सोचें जहां आप अंततः बनना चाहते हैं यह पहचानते हुए कि समय के साथ आपके करियर के लक्ष्य बदल जाएंगे अब मैं आपसे एक संगठन के कर्मचारी के रूप में बात कर रहा हूं यह जानना बहुत आवश्यक है कि कोई व्यक्ति कहां है और यह स्वीकार करना भी आवश्यक है कि समय के साथ हमारे लक्ष्य बदलने वाले हैं वे बाहरी ताक़तों से प्रभावित होने वाले हैं वे एक परिवार की स्थिति से प्रभावित हो सकते हैं वे बड़ी संख्या में चीजों से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन एक ही समय में इसे दूर नहीं करना है योजना की आवश्यकता है प्रत्येक संभावित नियोक्ता और अपने लंबी अवधि के कैरियर लक्ष्य के संदर्भ में स्थिति देखें जहां भी आप नौकरी करते हैं कृपया जान लें बहुत स्पष्ट रूप से यह आपको अंतिम उद्देश्य कैसे प्राप्त करने में मदद करने वाला है यह नितांत आवश्यक है जब आप के लिए आगे बढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आपका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है और आपको पता होना चाहिए वहां कैसे जाना है और कभी भी आप एक अवसर पर आते हैं कृपया समझें कृपया जागरूक रहें कृपया इसके माध्यम से जाएं जितना संभव हो उतना विस्तार से और पहचानें यह कैसे हासिल करने में मदद करने वाला है आपके कैरियर का उद्देश्य लंबी अवधि के लाभों के लिए अल्पकालिक व्यापार बंद स्वीकार करें एक और बहुत आवश्यक बिंदु तो कभी भी आप एक विकल्प के साथ सामना कर रहे हैं उस विकल्प का आकलन करें या उस विकल्प का मूल्यांकन करें या उस विकल्प का वजन करें जो लंबे समय में आपके लिए लाएगा और फिर तय करें कि आप जाना चाहते हैं एक रास्ता या कोई अन्य ध्यान से विचार करें क्या स्वीकार करना है अत्यधिक विशिष्ट नौकरियों या अलग थलग पड़े नौकरी के कार्य यह आपके दृश्यता और कैरियर के विकास को प्रतिबंधित या बाधित कर सकता है कई बार हम पदों को लेते हैं हम ब्रांड के हित में कुछ चीजें करने के लिए सहमत हुए हैं जिससे वे जुड़े हो सकते हैं यह महसूस करते हुए कि वे हमारे समय का इतना हिस्सा लेंगे कि हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में खर्च कर सकते हैं दूर ले जाया जा रहा है और हमारे लक्ष्य धूमिल हो सकते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहां हैं और भले ही कोई अवसर लगता हो बहुत ही आकर्षक या बहुत आकर्षक किसी को दीर्घकालिक लक्ष्य के संदर्भ में इंतजार करना चाहिए जिसे हासिल करना चाहता है और फिर देखें कि क्या कोई उस अवसर को उठाना चाहता है या नहीं कृपया जान लें कि आज के दिन और काल में अवसर की कोई कमी नहीं है यदि आप एक नौकरी से चूक जाते हैं तो आपको एक और मिल जाएगा यही मैं अपने छात्रों को बताता रहता हूं वे तब निराश हो जाते हैं जब वे किसी विशेष संगठन के लिए नहीं बनते जब कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं और मैं आपको एक तथ्य के लिए बता सकता हूं यदि आपके पास इस व्याख्यान को सुनने की क्षमता है तो भविष्य में किसी भी बिंदु पर जिसका अर्थ है आपके पास एक निरंतर एक तैयार इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास हमेशा रहेगा हाथ में एक नौकरी बशर्ते आप इसके लिए काम करने को तैयार हों इसलिए अवसरों की कोई कमी नहीं है विशेष अवसरों की सामान्य अवसरों की मेरा मतलब है दुनिया खुली है लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो वास्तव में काम कर सकें इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहां हैं और कौन सा अवसर लेना है और किसको जाने देना है मैं यह नहीं कह रहा हूं सभी अवसरों को जाने दो लेकिन चयन में सावधानी बरतें कि आप किन लोगों पर समय बिताना चाहते हैं जानना तुम कहां हो अवसरों से अवगत रहें आप के लिए उपलब्ध अपनी वर्तमान स्थिति में कृपया स्वयं का मूल्यांकन करते हुए ईमानदार रहें खुद के प्रति ईमानदार रहें वास्तविक बनो ठीक से जानिए आप कहां खड़े हैं आपको इसे किसी को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है आपको जानकारी किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या सीखना है आत्मविश्वास अच्छा है अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं है और आप कहेंगे हम करियर मैनेजमेंट पर सत्र क्यों चला रहे हैं वह मानव संसाधन पर एक वर्ग में कैरियर प्रबंधन पर हमें प्रशिक्षण क्यों दे रहा है दूसरों की मदद करने में सक्षम होने के लिए या संगठन में विभिन्न कर्मचारियों की मदद करता है अपने कैरियर के लक्ष्यों की पहचान करता है आपको पहले जानना चाहिए जहां आप एक कर्मचारी के रूप में एक व्यक्ति के रूप में एक पेशेवर के रूप में खुद को दूसरों को निर्देशित करने में सक्षम होने से पहले खड़े होते हैं इसलिए आपको अपनी खुद की स्थिति की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए अवसरों के बारे में जागरूक रहें आपके लिए उपलब्ध हैं और जानते हैं इसे कैसे बनाना है किन लोगों को इसका उपयोग करना है सावधानीपूर्वक और ईमानदारी से अपने वर्तमान प्रदर्शन का आकलन करें ठीक से जानिए आप कहां खड़े हैं आप क्या कर सकते है तुम क्या नहीं कर सकते आप खुद को कैसे देखते हैं और आप कैसे सोचते हैं उच्च प्रबंधन आपके प्रदर्शन को देखता है एक यथार्थवादी होना है एक होना चाहिए जहां वह खड़ा है उसके बारे में पूरी तरह ईमानदार है और एक को यथार्थवादी होना चाहिए दूसरे के संदर्भ में जो हम में देखते हैं उन्हें किसी भी समय क्यों बिताना चाहिए हमें प्रशिक्षण देना चाहिए या हमें रोज़गार देना चाहिए या हम संगठन को क्या दे सकते हैं पहचानने की कोशिश करें जब आपने और आपके संगठन ने एक दूसरे के लिए आपकी उपयोगिता को रेखांकित किया हो हमारा जीवन चक्र हमारा संगठनों के साथ हमारा जुड़ाव कि हम एक हिस्सा हैं एक जीवन चक्र है कभी कभी हम अपने पूरे जीवन के लिए संगठन के साथ बने रहते हैं कभी कभी हमें एहसास होता है कि शायद यह वह नहीं है जो हम वास्तव में चाहते थे तो ऐसी स्थिति में यह जानना बहुत आवश्यक है कि कोई कहां खड़ा है और कितना है और जब किसी को बाहर निकलना चाहिए इसलिए कोशिश करें और पहचानें जब आपका संगठन और आपके पास एक दूसरे के लिए पर्याप्त था और जब आगे बढ़ने का समय हो और अपने कौशल को विकसित करते रहें तो बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए जब आपको वास्तव में बाहर जाने की आवश्यकता होती है स्वयं का विकास इस खंड मैं वास्तव में आप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आग्रह करता हूं कृपया इस खंड में मैं कहता हूं सब कुछ सुनें एक अभ्यास है कि मैं मूल्यांकन नहीं करूंगा यह मैं आपसे सच में आग्रह करूंगा जैसा कि आप इस खंड से गुजर रहे हैं या व्याख्यान समाप्त होने के बाद क्योंकि मुझे अपने मौजूदा छात्रों के लिए यह अभ्यास बहुत मददगार लगा मेरे पास हर बैच है जो मैं इस अभ्यास को सिखाता हूं स्व विकास के डोमेन यह पहचान करना महत्वपूर्ण है जहां किसी की प्राथमिकता निहित है उस संदर्भ में तीन मुख्य डोमेन हैं जिन्हें शोधकर्ताओं द्वारा पहचाना गया है एक पैसा है हमें ईमानदार होना चाहिए हम संगठन से पैसा पाने के लिए काम करते हैं हम काम करते हैंकरने के लिए संगठन से कमाते हैं इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई कितना पैसा बनाना चाहता है मैं करोड़ों डॉलर बनाना चाहूँगा मुझे नहीं पता अगर ऐसा है तो कभी भी भौतिक होगा लेकिन फिर हमें कम से कम वास्तविक रूप से कितना पैसा है इसकी जानकारी देने की आवश्यकता है हम कहाँ संतुष्ट महसूस करेंगे कितना पैसा क्या हम अपनी किटी में हर महीने के अंत में हर साल के अंत में चाहते हैं इसलिए हम संतुष्ट महसूस करते हैं आपके लिए पैसा कितना महत्वपूर्ण है एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू क्या यह आपके पारिवारिक रिश्तों की तुलना में आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्या यह आपके कौशल स्तर के निर्माण की तुलना में आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्या यह आपके लिए आपके मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण है कुछ राशि सभी के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन तब कहां आप पैसे के अलावा अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे अगर आपको विकल्प दिया गया था आप पैसे बनाने के लिए बलिदान करने के लिए क्या तैयार हैं यह जानना बहुत जरूरी है फिर से अपने स्वयं के मन में फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको किसी को भी यह घोषित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको इन बातों के बारे में अपने दिमाग में जानने की जरूरत है आप किस तरह का काम करना चाहते हैं आप दिन मे और दिन बाहर क्या करना चाहते हैं जब मेरे छात्र मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें पहचानने के लिए कहता हूं कि उन्हें क्या करना पसंद है और उन्हें क्या करना पसंद नहीं है और एसिड परीक्षण कि मैंने उनसे उपयोग करने के लिए कहा है आप क्या करना चाहते हैं सुबह 4 बजे जब आपके पास 104 डिग्री तापमान होता है अगर कोई आपको जगा रहा था और आपसे पूछ रहा था कि आप क्या करना चाहते हैं यह किस तरह का काम है जो अभी भी आपको प्रेरित करेगा इतने बीमार होने के बावजूद आप जानते हैं भरी हुई नाक और 104 डिग्री तापमान होने के बावजूद अगर मौका दिया जाए तो आप किस तरह का काम करेंगे आपको सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी क्या यह एक मेज पर बैठा है और संख्या छिद्रण है क्या यह लोगों को बुला रहा है क्या यह लोगों से बात कर रहा है क्या यह यात्रा है आप किस चीज के लिए प्रेरित महसूस करेंगे तो आपको यह जानना चाहिए कि नट और बोल्ट आपको क्या करना पसंद है और आपको क्या करना पसंद नहीं है इसका दूसरा स्तर यह है कि किस तरह का काम आपकी ताकत और मूल्यों पर फिट बैठता है आप द्वारा कौन सा कार्य अच्छे से किया जा सकता है यह न केवल आप क्या करना चाहते हैं बल्कि आप वास्तव में अच्छे हैं और यह क्या है जो आपके नैतिक मानकों के साथ आपके मूल्य प्रणालियों के साथ बहुत अधिक है आप जो मानते हैं उसके अनुसार ही सही और उचित है और इस डोमेन का एक और पहलू है आप किस स्तर की ज़िम्मेदारी चाहते हैं अगर आप पूरे संगठन की ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं तब हो सकता है आपको व्यवसाय करना चाहिए लेकिन हम में से कुछ बहुत सहज नहीं हैं इस तरह की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो हम कहते हैं हाँ यह ठीक है ज़िम्मेदारी लेने के लिए इस बिंदु तक जो परे आप जानते हैं अगर छुट्टी लेने का मौका दिया जाए मैं इसे पूरा देना चाहूँगा इसे किसी को सौंप दूँगा और जाऊँगा और काम से कम से कम एक ब्रेक लें तो ज़िम्मेदारी के संदर्भ में एक रेखा कहां खींची है इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है फिर जीवन आप काम के बाहर क्या चाहते हैं आपके लिए परिवार कितना महत्वपूर्ण है कार्य हमारे अस्तित्व का नहीं है और न ही होना चाहिए सभी होना चाहिए और सभी को समाप्त करना चाहिए काम महत्वपूर्ण है लेकिन काम ही सब कुछ नहीं है आपके पास होना चाहिए हम सभी की अपनी प्राथमिकताएं हैं काम के बाहर यह परिवार है कभी कभी इसका व्यक्तिगत विकास इसके दोस्त यह है यह कुछ भी हो सकता है इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है अन्य प्राथमिकताएं क्या हैं एक बार जब आप जानते हैं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप कितना और किस समय और प्रयास के लिए तैयार हैं तो आप इनमें से प्रत्येक डोमेन पर खर्च करने को तैयार हैं फिर एक को शुरू करने की जरूरत है किसी के जीवन को विकसित करना अपने मिशन को पहचाने वह व्यवसाय जिसमें आप होना चाहते हैं जिस तरह का काम आप करना चाहते हैं उस तरह का कार्य वातावरण जिसमें आप होना चाहते हैं और भूमिका आपको करने की आवश्यकता होगी या आपको करना चाहिए खेल सीखते रहो यदि आप संगठन में रुचि रखते हैं तो काम के प्रकार में जो आपको सौंपा गया है आप सीखते रहना चाहेंगे आप विकास करते रहना चाहेंगे आप उस विशेष संगठन या क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं इसलिए सीखते रहिए पहचानें आप क्या सीख सकते हैं अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए और कौशल जिसे आप वर्तमान में जानते हैं जो आप जोड़ सकते हैं और जीवन में आपके बड़े लक्ष्य में आपकी मदद कर सकते हैं दक्षताओं का विकास करना आगे देखो और करो तुम्हें क्या करने की जरूरत है ताकि जीवन में बड़े लक्ष्य का ध्यान रखा जा सके इसलिए सीखते रहिए अपने कौशल का विकास करें अपनी क्षमताओं का विकास करें विकास जो आप जानते हैं और जो आप सीख सकते हैं और एक संरक्षक खोजें मैं किसी गुरु या बाबा या किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल आपके बारे में बात कर रहा हूं आपसे कोई वरिष्ठ जिस पर आपको भरोसा है कोई जिसने एक रास्ता अपनाया है उसी के समान जिस पर आप यात्रा करना चाहते हैं और पाएं उन्होंने जो कुछ भी सीखा है साथ ही वे क्या कर पाए हैं वे क्या नहीं कर पाए हैं और उसी रास्ते पर चलते हुए उनकी मदद लें इसलिए यह पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं उन्नति सुझाव विकास पर जोड़ रहा है उन्नति वास्तव में शारीरिक रूप से A बिंदु से बिंदु B तक होती है विकास से संबंधित है अपने आप को समृद्ध करना उन्नति वास्तव में किसी के करियर में प्रगति से संबंधित है ये कदम हैं आप अपनी संभावनाओं में सुधार करने के लिए उन्नति के लिए विचार कर सकते हैं खुद बाजार उद्योग को जानें उद्योग में लोगों को जानते हैं उन्हें बताएं आप कितने अच्छे हैं यदि आप वास्तव में अपने करियर के चरम पर पहुँचना चाहते हैं तो उन्हें दिखाएं कि आप कितने अच्छे हैं यदि आप शिक्षाविदों में हैं तो विपणन का एक तरीका खुद को प्रकाशित करके है एक और है सम्मेलनों में प्रस्तुत करना नेटवर्किंग दूसरों के साथ संयुक्त परियोजनाओं को शुरू करना इसलिए किसी को खोजें या अपने काम के लिए एक दर्शक या पाठक खोजें और लोगों को बताएं आप कितने अच्छे हैं आप कितने महान हैं आप क्या करते हैं अपने आप को एक स्वीकार्य चैनल के माध्यम से दूसरा भाग है व्यापारिक रुझानों को समझें समझें इंडस्ट्री को आपके जैसे लोगों से क्या लेना देना है समस्याओं का समाधान समस्याओं का समाधान खोजें पता करें आप कहां तक सुधार कर सकते हैं जहां तक आपका अपना काम है और इन समस्याओं को हल करने के तरीके खोजें अपने संचार कौशल में सुधार करें जानना जो तुम सबसे अच्छे से जानते हो वह महान है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सक्षम होना दुनिया को बताएं कि आपके ज्ञान के साथ आप क्या कर सकते हैं इसलिए जब तक आपके पास अधिकार या उपयुक्त संचार कौशल का एक इष्टतम स्तर है आप अपने करियर में प्रगति नहीं कर पाएंगे आपको पता होना चाहिए कैसे संवाद करना है आप क्या जानते हैं और कैसे संवाद करते हैं आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जो इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे अपने जीवन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कृपया सीढ़ी देखें एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाने के रूप में मुझे पता है आप इसे कई तरीकों से देख सकते हैं यह ऊपर की ओर जाने वाली एक सीढ़ी है और ठीक केंद्र में सीढ़ी के भंवर में अपने कैरियर का उद्देश्य है सीढ़ी इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति के लिए जितनी लंबी और थकाऊ है उतनी ही लंबी है ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है लेकिन हम में से हर एक संघर्ष कर रहा है सीढ़ी पर हर कदम के साथ इसलिए आपको योजना बनाने की आवश्यकता है अब अपने करियर के लिए योजना बनाने आपको यह तय करने में मदद करता है कि आपके कैरियर के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आपको कितने कदम उठाने होंगे कैरियर का उद्देश्य आप अपने करियर के चरम पर क्या होना चाहते हैं इसलिए जब आप योजना बनाते हैं तो आप तय करते हैं आपके कैरियर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको कितने कदम उठाने होंगे या कितने कदम उठाने की आवश्यकता है कुल समय आपको अपने कैरियर के उद्देश्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी कुछ ऐसा है जो योजना बनाने में समझने में आपकी मदद करेगा ऊर्जा की मात्रा आपको अपने कैरियर के उद्देश्य तक पहुंचने की आवश्यकता होगी एक और बात यह योजना आपको मदद करेगी यह पता लगाने में इसलिए आपको पर्याप्त बुद्धिमान होने की आवश्यकता है आपको एक संरक्षक खोजने की जरूरत है और फिर आपको यथार्थवादी होना चाहिए इस संदर्भ में आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी कितना समय आप खर्च करेंगे और जितनी बार आपको अपनी बैटरी तक पहुंचने या रिचार्ज करने की आवश्यकता होगी किस बिंदु पर क्या आप एक ब्रेक ले पाएंगे और आपको अपनी थकावट और सब कुछ के बावजूद कब तक चलते रहने की आवश्यकता होगी और कितना समय आप प्रत्येक चरण या लैंडिंग पर खर्च कर सकते हैं तो आपको समय की मात्रा के बारे में विवेकपूर्ण सूचित बुद्धिमान मूल्यांकन करने के लिए भी आवश्यकता होगी आपको प्रत्येक चरण के बाद प्रतीक्षा कर सकते हैं या प्रत्येक चरण पूरा होने के बाद प्रतीक्षा कर सकते हैं या चढ़ गए ताकि आपकी बैटरी हो रिचार्ज और आपके पास संचित है जो कुछ भी आप कर रहे थे उस पर आपका एक नया रूप था और फिर आगे बढ़ना जारी रखें तो यह रूपक है लेकिन इसका उपयोग आपके कैरियर के उद्देश्यों की योजना बनाने में किया जा सकता है कैरियर का उद्देश्य आपके करियर के चरम पर जहां आप होना चाहते हैं के बारे में एक छोटा कुरकुरा वाक्य है और एक प्रोफ़ाइल सारांश है आपने इसे कुछ रिज्यूमे में देखा होगा यह एक छोटा पैराग्राफ है जो आपके जीवन को सारांशित करता है और नियोक्ता को अपने फिर से शुरू के बाकी के फिर से पढ़ने के लिए राजी करता है अब यह अभ्यास है मैं इसके बारे में बात कर रहा था कृपया प्रस्तुति को रोके कृपया इस वीडियो को रोके और अपने पेन और कागजात निकालें और इस समय को अपने शुरुआती बिंदु के रूप में लें और नीचे लिखें जितना संभव हो उतना तीव्रकुरकुरा जहां आप अपने करियर के चरम पर होना चाहते हैं अधिमानतः 20 से अधिक शब्दों में नहीं कारण मैं एक शब्द सीमा का सुझाव दे रहा हूं आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे यदि आपके पास आपके लिए कम संख्या में शब्द उपलब्ध हैं इसलिए ऐसी बातों को न कहें मैं समाज का एक उत्पादक सदस्य बनना चाहूँगा हर कोई समाज का उत्पादक सदस्य बनना चाहता है मैं संचार अध्ययन के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय शोधकर्ता और शास्र विषयक बनना चाहता हूं मैं अकादमिक संस्थानों के लिए अनुसंधान सामग्री या अनुसंधान उपकरण विकसित करने में एक विशेषज्ञ बनना चाहूँगा मैं सबसे अच्छा मानव संसाधन प्रबंधक बनना चाहूँगा या मैं एफएमसीजी कंपनी में मानव संसाधन का प्रमुख बनना चाहूँगा मैं 5000 से अधिक कर्मचारियों के साथ एक कंपनी की स्थापना करना चाहता हूं या स्थापित करना चाहता हूं तब तक मैं 40 वर्ष का हूं ऐसा कुछ आपका कैरियर उद्देश्य होगा इसे नीचे लिखें 20 से अधिक शब्दों में नहीं कोई भी इसे देखने वाला नहीं है यह आपका अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन है इस अभ्यास का दूसरा भाग आप इस समय को अपने शुरुआती बिंदु के रूप में लेते हैं और 50 से अधिक शब्दों का प्रोफ़ाइल सारांश विकसित करते हैं आज तक आपकी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए और उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए कैरियर के उद्देश्य के बारे में बात की है तो नीचे लिखें आप कौन हैं आज तुम आज क्या हो मेरे पास शोध आधारित प्रशिक्षण का एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड है मेरे पास प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड है विभिन्न छात्र गतिविधियों के माध्यम से मैंने इसमें भाग लिया है या विभिन्न के माध्यम से जो कि परियोजनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता हैसफलता ली है वगैरह तो यह लिखो इसे 4 या 5 छोटे वाक्य में तोड़ो और लिखो जो तुमने हासिल किया है आज तक प्रोफ़ाइल सारांश एक अवलोकन है जो आपके फिर से शुरू में निहित है प्रोफ़ाइल सारांश है जो नियोक्ता को देखने में मदद करता है कि आप कौन हैं आपके पूरे फिर से शुरू होने के बिना नहीं तो यह पढ़ें नीचे लिखें और इस अभ्यास का तीसरा भाग है अपने शुरुआती समय के रूप में अपने कैरियर के लिए एक रोडमैप विकसित करना आज की तारीख नीचे रखो आज की तारीख जिस तारीख को आप इसे बनाना शुरू करते हैं और फिर पहचाने सटीक विशिष्ट तिथियां और कहें इस यात्रा में अगला कदम किसी न किसी प्रकार तारीख तक पूरा हो जाएगा ये संसाधन हैं मुझे आवश्यकता होगी यह प्रशिक्षण है मुझे इसकी आवश्यकता होगी ये चीजें हैं जो सीमा या रोक या मेरी प्रगति को बिंदु से चरण एक से चरण दो तक और इसी तरह आगे बढ़ा सकती हैं और उन चीजों की एक सूची बनाएं जब तक कि आपने हर कदम पर कवर नहीं किया है पांच कदम हो सकते हैं 50 कदम हो सकते हैं और 500 कदम हो सकते हैं आज से जब तक आप अपने कैरियर के चरम पर नहीं पहुंच जाते लेकिन आप अपने कैरियर के उद्देश्य को कैसे कब और कैसे प्राप्त कर पाएंगे इसकी विस्तृत योजना बनाएं इसी उद्देश्य जिसे आपने सूचीबद्ध किया है या आपने नीचे लिखा है इस अभ्यास के पहले भाग में और समय समय पर वापस जाएं इस व्यक्तिगत रोडमैप पर दोबारा गौर करें और देखो तुम क्या करने में सक्षम थे जो आप नहीं कर पा रहे थे आप कहाँ रुके थे जहां आपने ब्रेक लिया जहां आपने एक राहत की सांस ली आपको आगे बढ़ने में क्या मदद मिली और आपकी सफलता में क्या बाधा आई यह वास्तव में आपकी मदद करने जा रहा है अपने जीवन के बाकी हिस्सों की योजना बना रहा है और एक केंद्रित तरीके से अपने कैरियर के उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है यह प्रतिक्रिया है मुझे अपने छात्रों से इस विशेष अभ्यास के बारे में मिली है तो कृपया इसे अपने समय में करें मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा हेवलेट पैकर्ड के करियर सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कार्यस्थल के बाहर जीवन और सपनों के संबंध में एक लिखित स्व साक्षात्कार है तो लोग यह एक उदाहरण है जो उद्योग में अच्छी तरह से सम्मानित है अच्छी तरह से जाना जाता है यह एक लिखित स्व साक्षात्कार है कार्यस्थल के बाहर अपने जीवन और सपनों के बारे में हेवलेट पैकर्ड के कर्मचारियों के जीवन और सपनों के बारे में इसके पास एक मजबूत व्यावसायिक हित सूची है जिसमें 325 प्रश्न हैं जो अधिभोग शैक्षणिक विषयों लोगों के प्रकार आदि के बारे में इन कर्मचारियों की प्राथमिकता को निर्धारित करते हैं यह एक रुचि प्रोफ़ाइल है जिसे अल्पोर्ट वर्नोन लिंडसे ने मूल्यों का अध्ययन करके विकसित किया है प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बीच 45 विकल्प हैं सैद्धांतिक आर्थिक सौंदर्य सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक मूल्यों की सापेक्ष शक्ति को मापने के लिए तो यह स्व प्रबंधन कार्यक्रम का एक हिस्सा है एक और बात हेवलेट पैकर्ड के कर्मचारी 24 घंटे की डायरी लिखते हैं जो एक कार्य दिवस के दौरान गतिविधियों का एक लॉग है फिर हेवलेट पैकर्ड भी विशिष्ट कर्मचारी के संबंध में प्रत्येक कर्मचारी के लिए दो महत्वपूर्ण अन्य के साथ साक्षात्कार आयोजित करता है और वे शब्दों के अलावा अन्य साधनों का उपयोग करते हुए जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास भी करते हैं इसलिए उनके पास बहुत बहुत अच्छी तरह से स्थापित बहुत समृद्ध स्व प्रबंधन कार्यक्रम है और आप इन सभी उपकरणों के परिणामों को जानते हैं फिर कर्मचारियों को सूचित किया जाता है जो फिर उनके माध्यम से जाते हैं और फिर नीचे लिखते हैं और उनके बाकी के करियर का प्रबंधन करते हैं आप अपने निकास की योजना कैसे बनाते हैं तो आपने अपने करियर का प्रबंधन किया है आपने अपने करियर की योजना बनाई आपने तय किया आप कहाँ जाना चाहते हैं आप क्या करना चाहते हैं अब समय आ गया है संगठन के साथ अपने बंधनों को काटने का उस समय यदि आप वास्तव में संगठन छोड़ने की योजना बना रहे हैं तो यह आपकी सुविधा पर छोड़ने का प्रयास करने में मदद करेगा और जब नहीं संगठन आपको छोड़ना चाहता है तो यह कुछ ऐसा है जो मुझे मेरे गुरु द्वारा सुझाया गया था और मैं आपसे वही बात कहूँगा किसी भी संगठन को छोड़ने के लिए हमेशा सबसे अच्छा होता है उस संगठन में जिसे आप अपने करियर के चरम पर अपने प्रदर्शन के चरम पर छोड़ने की योजना बनाते हैं ताकि आपके पास हमेशा एक जगह हो वापस आने के लिए मामले में कोई समस्या हो अपने वर्तमान संगठन को अच्छी शर्तों पर छोड़ें न कि संदिग्ध परिस्थितियों में इसलिए यदि आपने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया है तो उस समय आपके पुलों को मोड़ना और उन्हें झुलसाना नहीं है और एक मजबूत नेटवर्क होना चाहिए और संगठन को कुछ सकारात्मक सोच के साथ छोड़ना चाहिए खराब नोट पर छोड़ने के बजाय चिल्लाने के बजाय उनसे टूटने के बजाय और जब तक आप मिल नहीं जाते तब तक अपनी नौकरी न छोड़ें सक्रिय प्रोएक्टिव कैरियर मैनेजमेंट सीमाहीन करियर के बारे में है प्रोएक्टिव करियर मैनेजमेंट करियर के नियोजन के बारे में है जो कि सीमाहीन है यह नई बात है जो इन दिनों सामने आ रही है और सीमाहीन करियर एक ऐसा करियर है जिसमें कई कंपनियों में पोर्टेबल ज्ञान कौशल और क्षमताएं शामिल हैं तो आपके पास एक अच्छी किटी होनी चाहिए आपकी किटी के भीतर कौशल योग्यता और दृष्टिकोण और ज्ञान की एक अच्छी टोकरी आप किसी भी फर्म किसी भी संगठन को ले सकते हैं और वहां इसका उपयोग कर सकते हैं सार्थक काम के साथ व्यक्तिगत पहचान तो सीमाहीन करियर में आप केवल काम करते हैं जिसे आप व्यक्तिगत रूप से पहचान सकते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हो सकते हैं जो आपको सार्थक लगता है असीम करियर जॉब एक्शन लर्निंग पर भी शामिल होता है आप एक सलाहकार बन जाते हैं आप जानते हैं प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत लेकिन आप इन सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट स्थितियों में नौकरी पर लागू करते हैं और आप हर अनुभव के साथ सीखते हैं जिसे आप पूरा करते हैं सहयोगियों के कई नेटवर्क का विकास और सहकर्मी सीखने के रिश्ते सीमाहीन करियर की एक और विशेषता है इसलिए जब आप होते हैं तो आपके पास एक कैरियर होता है जो सीमाहीन होता है जो कि किसी विशेष संगठन तक सीमित नहीं होता है फिर एक व्यक्ति कई नेटवर्क कई दोस्ती संचार के कई चैनल विकसित करता है और साथियों के साथ जुड़ाव बनाता है इस स्तर के लोगों के साथ यह व्यक्ति जो सिखा सकता है या जो किसी से सीखता है जैसा कि एक साथ जाता है और एक व्यक्ति अपने करियर के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी लेता है जैसा कि विरोध किया जाता है संगठन की प्रतीक्षा करता है हमें बढ़ावा देता है कैरियर प्रबंधन के कुछ तरीके पहला नियोक्ता की भूमिका है जो एक घर में कैरियर प्रबंधन विधि प्रदान कर सकता है उदाहरण के लिए एचपी कैरियर सेल्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम वे कैरियर नियोजन कार्यशालाओं का आयोजन भी कर सकते थे वे हो सकता है आजीवन सीखने वाले बजट जिसका अर्थ है एक निश्चित धनराशि कर्मचारी के जीवन भर सीखने या प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करने के लिए आवंटित की जाती है फिर रोल रिवर्सल या रिवर्स मेंटरिंग भी हो सकता है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है किसी व्यक्ति के करियर को स्वीकार करने और उसकी सराहना करने में करियर की सफलता वाली टीमें हो सकती हैं वहाँ ऐसा करने के लिए नियमित आधार पर किसी को सौंपा जा सकता है संगठन के भीतर कैरियर कोच हो सकते हैं लोग जो जूनियर कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं उनके करियर में प्रगति कर सकते हैं ऑनलाइन कार्यक्रम भी हो सकते हैं जो कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं नए कौशल सीख सकते हैं और नए कौशल का अभ्यास कर सकते हैं वे सीखते हैं दूसरी बात यहाँ आप प्रतिबद्धता उन्मुख कैरियर विकास के प्रयास कर सकते हैं उदाहरण के लिए कैरियर उन्मुख मूल्यांकन इसलिए कर्मचारियों को प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से रखा जा सकता है जो विशेष रूप से उनकी ओर उन्मुख होते हैं और उनके करियर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और उनके करियर में आगे बढ़ते हैं मेंटरिंग हो सकती है जो कोचिंग है जो दैनिक कार्यों पर केंद्रित है जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं और प्रभावी सलाह हो सकती है तो जिसमें शामिल हो सकता है विश्वास पेशेवर क्षमता स्थिरता और संवाद करने की क्षमता और नियंत्रण साझा करने की तत्परता तो ये कुछ तरीके हैं जो संगठनों के भीतर कर्मचारियों के करियर के प्रबंधन में मदद करने के लिए संगठनों को अपना सकते हैं प्रभावी करियर विकास की चुनौतियों का सामना करना संगठन प्रभावी कैरियर विकास की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं पहला भाग मूल्यांकन चरण है जिसमें कर्मचारियों की मदद करने के लिए कर्मचारियों की ताकत और कमजोरियों की पहचान की जाती है और इसमें कर्मचारियों को करियर चुनने की सलाह दी जाती है जो वास्तविक रूप से प्राप्त है और एक अच्छा फिट है इसलिए कमजोरी को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूर करने की आवश्यकता है इसलिए मूल्यांकन चरण अनिवार्य रूप से है संगठनों को कमजोरियों को निर्धारित करने में मदद करता है उन्हें जरूरत है या कमजोरियों का निर्धारण करें जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है लेकिन कर्मचारियों अपने करियर के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है कुछ तरीके जिनमें कोई भी स्वयं का आकलन कर सकता है वह है कैरियर वर्कबुक जिसमें कौशल मूल्यांकन अभ्यास शामिल हैं जिसमें शामिल हैं मूल्य स्पष्टीकरण तकनीकें जिनमें एक को स्पष्ट करने में मदद की जाती है मूल्यों का सेट एक मेज पर लाता है तो फिर वह एक कैरियर नियोजन कार्यशालाएं हो सकती हैं जो किसी के लिए जा सकती हैं और वह एक हिस्सा हो सकती है और वह जिससे सीख सकती है व्यक्ति करियर एंकर पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है अब कैरियर एंकर क्या हैं कैरियर एंकर हैं श्रमिकों के मुख्य मूल्य हैं कैरियर एंकरों की पहचान में मदद करता है यह जानना महत्वपूर्ण है जहां एक खड़ा है ड्राइविंग क्या है एक एक के कैरियर में तो पहचान की जा सकती है कैरियर एंकर के माध्यम से अभिविन्यास सूची स्चिऐन द्वारा विकसित की गई है प्रत्येक कैरियर एंकर के लिए निहितार्थ इसलिए पहचाने जाते हैं यह कार्यकर्ता को काम के मानकों को विकसित करने का अवसर देता है और दूसरों को सलाह देता है यह कार्यकर्ता को परियोजनाओं या टीमों का नेतृत्व करने के अवसर भी देता है एक बार एक को पता है जहां एक जा रहा है ड्राइविंग क्या है किसी का कैरियर फिर हम प्रोजेक्ट्स और टीमों का नेतृत्व करना सीखते हैं यह एक आंतरिक सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए कार्यकर्ता से पूछने और कार्यस्थल की समस्याओं से निपटने में भी मदद करता है यह कार्यकर्ता को यह जानने में मदद करता है कि उसकी वर्तमान स्थिति में रहना एक विकल्प है और आवश्यकता नहीं है यह कार्यकर्ता नई परियोजनाएं देता है और उसे एक आंतरिक उद्यमी के रूप में विचारों को विकसित करने की अनुमति देता है यह कार्यकर्ता को कंपनी के कार्यक्रम के लिए कुछ ज़िम्मेदारी भी प्रदान करता है तो एक कार्यकर्ता को कंपनी के कार्यक्रम के लिए किसी के एंकर के आधार पर कुछ ज़िम्मेदारी दी जा सकती है कर्मी के साथ स्ट्रेच गोल सेट करने के लिए एंकर का भी उपयोग किया जा सकता है और लक्ष्य जिन्हें समय के साथ संशोधित किया जा सकता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है इसका उपयोग कार्यकर्ता को उसके काम के कार्यक्रम में लचीलापन प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है और घर से काम करने का अवसर इस पर निर्भर करता है कि वास्तव में ड्राइविंग बल क्या है मूल्यांकन चरण में संगठनात्मक मूल्यांकन शामिल है संगठनात्मक स्तर पर मूल्यांकन इसमें मूल्यांकन केंद्र शामिल हैं जो स्थितिजन्य अभ्यासों का संचालन करते हैं जैसे साक्षात्कार इन बास्केट अभ्यास और व्यावसायिक गेम जो श्रमिकों को प्रतिक्रिया और दिशा देते हैं जो विशेष नौकरियों के लिए आवश्यक दक्षताओं को मापते हैं और प्रतिभागियों को उनकी ताकत और कमजोरियों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं फिर संगठनात्मक मूल्यांकन का दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक परीक्षण है यह परीक्षण के लिए व्यक्तित्व दृष्टिकोण रुचि सूची वगैरह के माध्यम से किया जा सकता है प्रदर्शन मूल्यांकन पदोन्नति के पूर्वानुमान के माध्यम से हो सकता है जो निर्णय लेते हैं प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों की उन्नति क्षमता के बारे में निर्णय किए जाते हैं और उत्तराधिकारी की योजना बना सकता है हम अगले सत्र में उत्तराधिकारी नियोजन से निपटेंगे कैरियर विकास का दूसरा पहलू है दिशा चरण जिसमेंनए कर्मचारियों को एक दिशा दी जाती है इसमें कैरियर के प्रकार को निर्धारित करना शामिल है जो कर्मचारी चाहते हैं और अपने कैरियर के लक्ष्यों को महसूस करने के लिए उन्हें कदम उठाने चाहिए तो इसमें व्यक्तिगत कैरियर परामर्श और सूचना सेवाएं शामिल हैं जो कर्मचारी के कैरियर को निर्देशित करने में मदद कर सकती हैं और फिर तीसरा पहलू है कैरियर के विकास का चरण जिसमें शामिल हैं सलाह कोचिंग ट्यूशन सहायता कार्यक्रम और नौकरी रोटेशन हम कल के सत्र में इसके और अधिक कवर करेंगे इसलिए अब मैं आपको केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि विकास या समझ आपका अपना करियर उद्देश्य क्या है उस अभ्यास से गुजरना और हो सकता है कि यह एक विचार दे कैसे किसी की अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन किया जा सकता है और हम विकास और दिशा कल अधिक विस्तार से लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए